छात्रों आपका स्वागत है तो अब हम नकदी बजट तैयार करना सीखेंगे नकद बजट कैसे तैयार करें नकद बजट की प्रासंगिकता क्या है और पिछली कक्षा में मैंने एक सवाल उठाया कि मैंने 6180 के उस ब्याज की गणना कैसे की है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम इसका जवाब देंगे कि हमने उस ब्याज को कैसे पाया है क्योंकि यह उधार पर निर्भर करेगा तो यह उधारी का आंकड़ा है यानी कि 6180 का ब्याज है तो इसका मतलब है कि यह निर्भर करेगा कि हमने कितना उधार लिया है और हम कितनी राशि का उपयोग करते हैं और कितने समय के लिए और अंत में ब्याज की गणना कैसे की गई है तो उस चूक गए सवाल का हमें जवाब देना होगा और हमें समग्र रूप से सीखना होगा कि नकदी बजट कैसे तैयार किया जाए सही है ना इसलिए हम अब नकदी बजट तैयार करेंगे यह एक बहुत ही दिलचस्प बजट है और यह बहुत लंबी अनुसूची है इसलिए जब आप नकदी बजट के बारे में बात करेंगे तो हम इस नकदी बजट और इस अनुसूची को तैयार करेंगे तो यह वह है जो हमें यहां नकद बजट में लेना है और वह भी तीन महीने के लिए यह कुल योग में लाभ और हानि खाते में नहीं है जो हमने कुल मिलाकर तैयार किया है जो तिमाही लाभ और हानि खाता है लेकिन नकदी बजट को मासिक नकदी बजट होना चाहिए नकद बजट मासिक बजट होना चाहिए यही कारण है कि हम मतलब यह पता लगा लेंगे कि जून के महीने में नकदी की स्थिति कितनी है जुलाई के महीने में नकदी की स्थिति क्या है अगस्त के महीने में नकदी की स्थिति क्या है और अंत में क्या है अगस्त महीने में नकदी का समापन शेष क्या है जो अंत में बैलेंस शीट में जाएगा अंत में बैलेंस शीट में क्या जाएगा क्योंकि जून के महीने में कुल नकद स्थिति जिसे हम जुलाई के महीने में समायोजित करेंगे और जुलाई के महीने की हम अगस्त के महीने में समायोजित करेंगे इसलिए जो भी समापन शेष हो चाहे सकारात्मक शेष या नकारात्मक शेष सकारात्मक का मतलब है अगर हमारा अंदरुनी प्रवाह बाहरी प्रवाह से अधिक है तो हमारे पास एक सकारात्मक शेष है अन्यथा यदि हमारा बाहरी प्रवाह अंदरूनी प्रवाह से अधिक है तो हमारा ऋणात्मक शेष है इसलिए तदनुसार अगस्त महीने का समापन शेष राशि क्या है जो बैलेंस शीट में जाएगी और उस राशि को हमें एक समापन नकद शेष राशि त्रैमासिक समापन नकदी शेष के रूप में दिखाना होगा जो कि बैलेंस शीट का हिस्सा होगा ठीक है इसलिए अब हम इस नकदी बजट को तैयार करने जा रहे हैं और हम फिर से उसी चीज के साथ शुरुआत कर रहे हैं और हमें यहां फिर से विवरणों के रूप में लेना होगा और फिर हम यहां अलग अलग महीनों में लेंगे इसलिए मैं यहां जून जुलाई और यह अगस्त ले रहा हूं तीन महीने हम यहां फिर से ले रहे हैं यह नकदी बजट है जिसे आप मासिक नकदी बजट कहते हैं इसलिए हम इसे तीन महीने के लिए तैयार करने जा रहे हैं और यह जून जुलाई और अगस्त है अब हम इस बात से शुरू करते हैं कि मामले में दी गई नकदी की जानकारी नकद से संबंधित मामले में दी गई जानकारी है उदाहरण के लिए आपको इस अवधि की बैलेंस शीट समापन बैलेंस शीट दी गई है कुछ बैलेंस शीट हमें दी गई है यह बैलेंस शीट वह है जिसे आप चाहते हैं पर्यवेक्षकों पर एक अनुकूल प्रभाव डालें तो आप निम्नलिखित डेटा एकत्र करें 31 मई 2005 15 को या जो भी हो हमें यह समापन बैलेंस शीट दी गई है एक तरफ आपको सारी संपत्ति और देनदारियां दी गई हैं दूसरी तरफ आपको बिक्री दी गई है तो यह बैलेंस शीट जो दी गई है बायें तरफ ऊपरी हिस्से में उसमें परिसंपत्तियाँ शामिल हैं और यदि उन्होंने उसे तरलता की स्थिति में तैयार किया है तरलता के क्रम में का अर्थ है जब मौजूदा परिसंपत्तियाँ बैलेंस शीट के शीर्ष पर होती हैं और अचल संपत्तियाँ सबसे नीचे होती हैं तब यह तरलता के क्रम में है अन्यथा बैलेंस शीट जहां अचल संपत्ति बैलेंस शीट के शीर्ष पर होती है और तरल संपत्ति या वर्तमान संपत्ति बैलेंस शीट के नीचे होती है उस बैलेंस शीट को स्थायित्व के क्रम में तैयार बैलेंस शीट कहा जाता है है तो यह बैलेंस शीट है जो उन्होंने हमें दी है हमें उन्होंने वह दिया है जो कि तरलता के क्रम में है और यही वह है उन्होंने नकदी का शुरुआती शेष दिया है यह मई के महीने का समापन शेष है मई के महीने में नकदी 29000 डॉलर है तब उन्होंने हमें अन्य संपत्ति दी है सामग्री सूची भी दी है प्राप्य खातों को भी दिया है फिर फर्नीचर और फिक्सचर्स भी दिया है कुल संपत्ति दी गई है इसी तरह हमें वर्तमान देनदारियों दी गई है पहले देय खाते मालिकों की ओर देयताए और कुल देनदरिया और मालिकों की देयताए इसलिए दोनों पक्ष समान हैं कुल राशि कितनी आती है 986000 डॉलर संपत्ति के रूप में और 986000 देनदारियों के रूप में इसलिए हमें यह जानकारी मिली है कि शुरुआती शेष राशि या आप इसे मई महीने के समापन शेष के रूप में कह सकते हैं या पिछली तिमाही की अब जून के महीने में शुरुआती शेष राशि है जो वर्तमान तिमाही का पहला महीना है इसलिए हमें इसे शुरुआती शेष के रूप में लेना होगा लेकिन अब नकदी के संबंध में कुछ शर्तें हैं जो यहां दी गई बहुत महत्वपूर्ण शर्त है मान लें कि 25000 डॉलर का न्यूनतम नकद शेष हर समय बनाए रखा जाना है यह न्यूनतम नकदी शेष है इसका मतलब है कि उपलब्ध शेष राशि में से जिस राशि का आप उपयोग करना चाहते हैं चालू महीने में भुगतान करने के लिए आप 25000 से अधिक और 25000 से अधिक राशि का उपयोग कर सकते हैं इसका मतलब है कि चालू महीने में शायद मई के महीने का समापन शेष 29000 हो सकता है तो आपको पच्चीस हजार तक नकदी को नहीं छूना है बैंक खाते में हर समय 25000 डॉलर नकद होगा इसका मतलब है जून के महीने में भुगतान करने के लिए जून महीने में हमारे पास कितनी नकदी उपलब्ध है जो कि केवल 4000 है 25000 डॉलर आप इसे नहीं छू सकते हैं यह एक न्यूनतम नकदी शेष है जिसे हमें हमेशा नकदी के रूप में रखना पड़ता है इसका मतलब है कि जून के महीने में भुगतान करने के लिए हमारे पास केवल 400000 डॉलर होंगे और अगला सवाल यह है कि खरीद और अन्य परिचालन खर्चों का भुगतान करने के लिए शेष राशि कहां से आएगी यह बिक्री संग्रह से आएगा यही कारण है कि हमने बिक्री संग्रह अनुसूची को तैयार किया है तो इस नकद बजट में आप डालेंगे कि कितना शुरुआती शेष है आवश्यक न्यूनतम शेष राशि कितनी है और वर्तमान परिचालन के लिए कितना उपलब्ध है साथ ही इसका मतलब है कि नकदी जो वर्तमान परिचालन के लिए उपलब्ध है और साथ ही वर्तमान महीने में बिक्री संग्रह के लिए कितना उपलब्ध है तो कुछ पूरी तरह से आपको यह पता लगाना होगा कि यह नकदी हमारे पास उपलब्ध है और उस नकदी से आपको सभी भुगतान करने होंगे और फिर आपको नकदी के समापन शेष का पता लगाना होगा अब यह सकारात्मक हो सकता है नकारात्मक हो सकता है उदाहरण के लिए यदि वे 4000 हैं जो कि जून के महीने में उपलब्ध हैं साथ ही बिक्री संग्रह जो हम जून के महीने में करते हैं यदि कुल राशि उस कुल भुगतान से अधिक है जिसे हम जून के महीने में करने जा रहे हैं तो समापन शेष क्या होगा जून के अंत में हमारे पास एक सकारात्मक नकदी शेष होगा और जून के महीने में समापन शेष होगा जो जुलाई के महीने का शुरुआती शेष बन जाएगा इसी तरह हम अन्य स्रोतों के लिए जाएंगे इसका मतलब है कि जुलाई के महीने में बिक्री का संग्रह को जुलाई के महीने के लिए घटाया जाएगा और फिर हम जुलाई के महीने के लिए नकद शेष की गणना करेंगे उसी तरह से फिर अगस्त का महीना होगा इसलिए हर महीने के अंत में जब नकद बजट तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा नकदी शेष सकारात्मक है या नकारात्मक उदाहरण के लिए यदि यह सकारात्मक है तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि जून का समापन शेष जुलाई का शुरुआती शेष बन जाएगा और हम एक बहुत ही आरामदायक स्थिति में होंगे लेकिन उदाहरण के लिए अगर यह नकारात्मक हो जाता है जैसे कि जून के महीने में हमारे पास पिछले महीने से कुल नकदी 4000 साथ ही संग्रह जितना भी वह आंकड़ा आए यदि आप के खर्चे संग्रह से अधिक बढ़ जाते हैं या कच्चे माल के भुगतान के कारण अन्य चर और अचर खर्चों के कारण देय प्रवाह संग्रह से अधिक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जून के अंत में शुद्ध शेष राशि नकारात्मक होगा अगर वह संतुलन नकारात्मक है तो आप क्या करेंगे कहां से नकदी आएगी उस नकारात्मक शेष राशि को आपको फिर से लेना होगा कम से कम जून के लिए आप को भुगतान करना होगा अन्यथा फर्म दिवालिया दिवालिया हो जाएगी क्योंकि नकारात्मक शेष हमें अंतर के बराबर उधार लेकर इसे ठीक करना होगा या कह सकते हैं कि नकारात्मक शेष के लिए बैंक से लेना होगा हमें नकदी की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि आप उस 25000 को नहीं छू सकते उस न्यूनतम शेष राशि को हमें हर समय बनाए रखना होगा जिसका अर्थ है कि अधिशेष या अतिरिक्त नकदी जिसे हमें जून के महीने के लिए अलग अलग कारणों के लिए भुगतान करना होगा जिसे हमें बैंक से उधार लेना होगा और हमें उसका उपयोग करना होगा फिर जुलाई के महीने में जो कुछ भी शेष है यह संभव है कि जुलाई के महीने में संग्रह भुगतान से अधिक थे इसलिए हमारे पास सकारात्मक शेष है इसलिए हम उधार के भुगतान करने के लिए उस सकारात्मक शेष को जो हमारे पास है जून के महीने में उपयोग कर सकते हैं यहाँ क्या शर्त है सामान्य रूप शर्त होती है क्योंकि यहाँ चालू खाते पर उधार अल्पकालिक उधार या कार्यकारी पूंजी उधार है इसलिए जब भी हम इस उधार को वापस करते हैं तो हम इसे ब्याज सहित वापस कर देते हैं इसलिए नंबर एक बात यह है कि सबसे पहले हमें जून के महीने के लिए नकदी बजट तैयार करना होगा हमें यह पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि जून के महीने के लिए शुद्ध शेष समापन शेष क्या है अगर यह सकारात्मक शेष है तो कोई समस्या नहीं लेकिन अगर यह एक नकारात्मक शेष है तो हमें जो करना है वह यह है कि हमें उस शेष को लेना होगा मतलब की नकारात्मक शेष के तौर पर इसे आप अगले महीने में नहीं ले जा सकते तो इसका मतलब है कि आपको इसके लिए धन की व्यवस्था करनी होगी बैंक से धनराशि उधार लें और सभी भुगतान करें और जो भी न्यूनतम शेष राशि हमने 25000 रुपये रखी है वह जून महीने के लिए समापन शेष होगी और वह बन जाएगी जुलाई के महीने के लिए शुरुआती शेष लेकिन उस मामले में इसका मतलब है कि आपका परिचालन नकद उपलब्धि शून्य होगी सही है ना उ तो हम देखते हैं कि क्या होता है हम अलग अलग महीनों के लिए नकद बजट तैयार करेंगे और हम देखेंगे कि अलग अलग महीनों के लिए समापन नकद शेष की स्थिति क्या है अब इस मामले में हमें जून के महीने के लिए नकद बजट के साथ शुरुआत करनी होगी और हम पहली चीज जिसके साथ हमेशा शुरुआत करते हैं जब आप नकद बजट की शुरुआत प्रारंभिक शेष के साथ करते हैं और आप नकदी के समापन शेष के साथ अंत करते हैं तो शुरुआती शेष पिछले महीनों का समापन शेष है बैलेंस शीट में कितना दिया गया है 29000 सही तो हम इसके साथ शुरुआत करेंगे तो यह शुरुआती शेष है नकदी का शुरुआती शेष कितना है यह राशि 29000 डॉलर है सही घटाएं न्यूनतम शेष वांछित न्यूनतम शेष राशि वांछित कितनी है 25000 डॉलर तो आप यहाँ क्या लिखते हैं उपलब्ध नकदी परिचालन के लिए उपलब्ध नकदी कितनी है परिचालन के लिए उपलब्ध केवल 4000 डॉलर नकद केवल 4000 डॉलर है पिछले महीनों के समापन शेष राशि से जिसे हम चालू माह के लिए प्रारंभिक शेष राशि के रूप में ले सकते हैं उसका उपयोग आप केवल वर्तमान भुगतानों के लिए 4000 डॉलर की सीमा तक कर सकते हैं 25000 नकद के रूप में ही रहेगा अब देखते हैं कि संग्रह की स्थिति क्या है अब हम बिक्री संग्रह अनुसूची पर वापस जाते हैं और क्या कहते हैं हम यहां नकद प्राप्तियां संवितरण नकद प्राप्तियां संवितरण लिखेंगे तो इस मामले में सबसे पहला संग्रह स्रोत है बिक्री से कितना संग्रह है बिक्री से संग्रह तो आप जानते हैं कि बिक्री से कितना संग्रह है हमने पहले ही अनुसूची तैयार कर ली है और इस जून के महीने जुलाई की बिक्री से संग्रह के लिए राशि कितनी थी यह राशि 376000 डॉलर 376000 डॉलर है यह बिक्री से होने वाली एकमात्र संग्रह होगी हमने यह जानकारी पहले से ही बिक्री संग्रह अनुसूची में तैयार की है और यह 376000 डॉलर है सही है अब अन्य कोई स्रोत नहीं है तो आपके पास सभी भुगतान के लिए कितनी राशि उपलब्ध है अगर आप बिक्री से 376000 डॉलर के संग्रह और 4000 न्यूनतम शेष के बारे में बात करते हैं जोकि 25000 डॉलर की न्यूनतम वांछित शेष रखने के बाद उपलब्ध है तो 4000 उपलब्ध है जो उपलब्ध कुल राशि 380000 डॉलर है इस महीने आप 300 का उपयोग कर सकते हैं और आप 380000 डॉलर का भुगतान कर सकते हैं जो अब हमारे पास उपलब्ध है हमें पहले अनुसूचियों से यह पता लगाना होगा कि हमें जो अनुसूची तैयार करनी है वह सामग्री की अनुसूची है जो कि ख़रीददारी की अनुसूची है दूसरी अनुसूची जो हमें तैयार करनी है वह ख़रीद संवितरण अनुसूची है और फिर अन्य परिचालन व्यय अनुसूची तो हमें कुल कितना भुगतान करना है हमारे पास कितना संग्रह है और हमें कुल कितना भुगतान करना है और फिर हमें पता चलेगा कि समापन शेष राशि क्या है तो चलिए अब मैंने यहाँ लिखा है कि नकद प्राप्तियां संबंधी संवितरण अब एक बार संग्रह के खत्म हो जाने बिक्री संग्रह के खत्म हो जाने के बाद जो कि 376000 डॉलर है अब हम विभिन्न भुगतानों की ख़रीद के भुगतान के बारे में बात करते हैं और भुगतान के लिए पहला मद है ख़रीददारी के लिए भुगतान तो हम यहां जो ख़रीददारी करते हैं उसके लिए भुगतान कितना है यह पहला भुगतान है जिसकी हमने गणना की है 420000 डॉलर यह ऋणात्मक है मैं इसे ब्रैकेट में डाल रहा हूं यह एक नकारात्मक शेष है अब आप यहां संकेत प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी कुल नकद राशि 380000 डॉलर है और पहला भुगतान मद वह है जो सामग्री के कारण है स्वयं इतना बड़ा होता है कि अब शेष राशि उस महीने के अंत में नकारात्मक हो जाती है हमारा कुल शेष नकारात्मक होगा तो इसका मतलब है कि खरीद के लिए भुगतान 420000 होने जा रहे हैं फिर हम जो अन्य भुगतान करने जा रहे हैं वह यह है कि वेतन मजदूरी और दलाली के लिए भुगतान कितना होने वाला है हम पहले ही गणना कर चुके हैं कि भुगतान 140000 डॉलर है यह एक और राशि है जिसे हमें भुगतान करना है तो अन्य चर खर्चों के लिए भुगतान करना होगा और यह राशि कितनी 28000 डॉलर यह डॉलर 28000 देय होने वाली है हमें उस अनुसूची में 28000 का भुगतान करना है अन्य परिचालन व्यय अनुसूची में हमने इसे 168000 के रूप में एक साथ लिया है लेकिन यहाँ हम इसे अलग से दिखाने जा रहे हैं और यह 28000 डॉलर का भुगतान है हम इस खाते को वेतन मजदूरी और कमीशन और अन्य परिवर्तनीय व्यय के लिए बनाने जा रहे हैं और दूसरे कौन से भुगतान हम करने जा रहे हैं वह निश्चित खर्च है तय खर्च के लिए भुगतान तय खर्च के लिए भुगतान कितना भुगतान जो हर महीने हमें 55000 डॉलर की राशि का भुगतान करना पड़ता है जो कि एक निश्चित लागत है इसलिए यह 55000 डॉलर तय लागत हैसही है अब हमें देखते हैं कि क्या कोई खर्च का प्रमुख है हाँ व्यय का एक और मद है किराए की संपत्ति और करों और विविध वेतन के लिए निश्चित खर्च को देखना होगा और अन्य आइटम 55000 डॉलर मासिक हैं जो हमने पहले ही ले लिया है यह मानकर कि इस चर और निश्चितखर्चों में प्रत्येक महीने नकद संवितरण की आवश्यकता होती है मूल्यह्रास 2500 मासिक जो नकद व्यय नहीं है इसलिए हमने लाभ और हानि खाते में उस बयान को लिया है क्योंकि मूल्यह्रास गैर नकद व्यय है इसलिए हम लाभ और हानि खाते को सीधे खाते में ले जाते हैं यह नकद बजट का हिस्सा नहीं है तो अब पढ़ना जारी रखें जून में 55000 डॉलर के मूल्य को मई के महीने में प्राप्त फिक्सचर्स के लिए देने वाले है इसलिए इसका मतलब है कि यह बाहरी प्रवाह का एक और मद है व्यय का एक और प्रमुख है जिसे हमें अब भुगतान करना है तो फिक्सचर्स के लिए कितना भुगतान करना है फिक्सचर्स के लिए भुगतान हम फिक्सचर्स के लिए भुगतान के लिए कितना भुगतान करने जा रहे हैं फिर से डॉलर 55000 डॉलर 55000 है यह फिक्सचर्स के लिए भुगतान है अब अंत में हमें सभी अंदर की ओर प्रवाह और बाहरी प्रवाह की जानकारी मिली है पिछले महीने से प्रवाह 4000 उपलब्ध है और चालू माह की बिक्री से 376000 का संग्रह है और बाहरी फिक्सचर्स बाहरी प्रवाह परिचालन व्यय के कारण सामग्री के कारण है अब हम देखते हैं कि क्या कहा जाता है अगर मैं इसे शुद्ध नकदी प्राप्ति कहूँगा शुद्ध नकदी प्राप्ति संवितरण क्या होगा यदि अब आप शुद्ध नकदी प्राप्ति संवितरण कि इस कुल राशि की गणना करते हैं वह हमें यह पता चलेगा की शुद्ध शेष नकारात्मक है और यह शेष कितना नकारात्मक है 322000 इसका क्या मतलब है हमारे संग्रह की तुलना में 322000 की राशि से हमारे भुगतान अधिक हैं इसका मतलब है कि अब 322000 का नकारात्मक शेष है लेकिन मैं इसे ले रहा हूं केवल 322000 संग्रह के रूप में 376000 है और सभी खर्चों को घटाकर तो इसका मतलब है कि भुगतान हुए इसका मतलब है कि शेष 322000 है लेकिन हमारे पास यह 322000 नकारात्मक भुगतान में है हम इस 4000 का उपयोग नकदी के रूप में कर सकते हैं इसलिए इसका मतलब है कि हमें अब गणना करना होगा कि नकदी की अधिकता कमी नकदी की अधिकता कमी अब यह कितना घाटा है मैं इसे फिर से इसे ब्रैकेट में डाल रहा हूं और यह राशि 318000 है क्योंकि अब हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं 4000 तो अंत में हमारे पास यह घाटा 318000 डॉलर है अब यह राशि कहाँ से आयेगी यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको 318000 डॉलर की व्यवस्था करनी होगी और यह राशि बैंक से उधार लेकर आएगी इसकी जानकारी हमें मामले में दी गई बहुत स्पष्ट रूप से दी गई है यदि आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें यह दिया गया है कि न्यूनतम नकद शेष राशि की आवश्यकता 25000 डॉलर है जिसे हर समय यह मानकर चलना चाहिए कि सभी उधार महीने की शुरुआत में प्रभावी हैं और सभी भुगतान के महीने के अंत में भुगतान किए जाते हैं इसका मतलब है कि हम ऋणात्मक शेष के लिए उधार ले सकते हैं यदि हमें संग्रह से अधिक भुगतान करना है तो बैंक से उधार लेने के तरीके से राशि का उत्पादन किया जा सकता है जोकि सभी व्यवसाय में सामान्य व्यवहार है वह यह है कि आप अपने अल्पकालिक भुगतानों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उधार ले सकते हैं जो कि महीने सप्ताह और दैनिक समय के आधार पर उधार लिए जाते हैं जब भी हमें धन की आवश्यकता होती है हम अपने कार्यशील पूंजी खाते से उधार लेते हैं और जब भी हमारे पास अतिरिक्त धन उपलब्ध होता है तो हम जमा कर सकते हैं ब्याज केवल उस अवधि के लिए लिया जाता है जिसके लिए धन का उपयोग व्यवसाय द्वारा किया जाता है उदाहरण के लिए आज हमें धन की जरूरत है 10000 रुपये या डॉलर हमारे पास कम पड़ रहा है जिसके लिए आप जा सकते हैं आपको निरीक्षण करने का और उस स्वीकृत राशि से बैंक से राशि निकालने का अधिकार हैं यह ऋण खाता है या कार्यशील पूंजी खाता उसमें से 10000 निकाल सकते हैं और हम कल भुगतान करेंगे मतलब संग्रह की तुलना उन भुगतानों से करते हैं जिनके लिए हमारे पास 10000 रुपए या डॉलर का अधिशेष था तो वह 10000 डॉलर तुरंत बैंक में वापस आ जाएगा और उस 10000 के लिए केवल 24 घंटे की अवधि मतलब कि एक दिन के लिए उस पर ब्याज लिया जाएगा यह ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अवधि या किसी भी राशि के लिए ब्याज लेंगे यह इस खाते की सुंदरता है जो व्यवसायों के वित्तीय खर्चों को नियंत्रण में रखता है इस खाते की सुंदरता है कि जब आपको धन की आवश्यकता है आप बैंक से उधार लेते हैं और जब आपके पास अधिशेष है तो आप इसे बैंक को वापस कर देते हैं आपसे केवल उस अवधि के लिए और केवल उधार की राशि के लिए ब्याज लिया जाएगा तो अब यह बहुत ही स्पष्ट कटौती की व्यवस्था है इस फर्म में यह भी है कि यदि अधिशेष है तो वे जमा करेंगे और यदि कोई कमी आ रही है तो मतलब की कम पड़ेगा तो वे बैंक से उधार लेंगे लेकिन शर्त यह है कि उधार महीने की शुरुआत में होगा जो कि बजट करने का उद्देश्य है ठीक है ना बजट करने का उद्देश्य है क्योंकि नकदी बजट को तैयार करते हुए हम जून के महीने में नहीं है अब हम यथार्थवादी स्थिति में उनकी महीने में है उदाहरण के लिए वर्तमान में मई महीने में है हम अगले महीने जून के महीने में जा रहे हैं इसलिए हम अगले महीने के लिए यह बजट तैयार कर रहे हैं कि हमारी नकदी की स्थिति क्या होगी और हम यह जानते हैं कि जून के अंत में हमारा शुद्ध शेष 318000 डॉलर के साथ नकारात्मक होगा इसलिए उस स्थिति में हमें बैंक से 318000 डॉलर उधार लेने की आवश्यकता होगी तो यह उधार हम शुरुआत में कर सकें तो हम आराम से सभी भुगतान कर रहे हैं और आपूर्तिकर्ताओं में से किसी को भी भुगतान रोका या मना नहीं किया गया है इसलिए हम अग्रिम व्यवस्था कर रहे हैं उदाहरण के लिए हमें पता चला है कि शायद हमने कोई बजट तैयार नहीं किया है और जून के महीने में हमें पता चला है कि कल हमें 10000 डॉलर का भुगतान करना होगा और हमारा बैंक शेष नकारात्मक है हमारा बैंक शेष क्रेडिट शेष नहीं है यह एक डेबिट शेष है क्योंकि यह हो सकता है क्योंकि यह खाता कभी कभी डेबिट हो जाता है या कभी कभी क्रेडिट हो जाता है इस अवधि के कार्यशील पूंजी के उधार खाते का नकारात्मक शेष हो सकता है और साथ ही साथ सकारात्मक शेष भी हो सकता है और मोटे तौर पर यह नकारात्मक शेष बना रहता है क्योंकि जो उधार हम करते हैं वे जमा की तुलना में अधिक हैं अगर यह स्थिति है और अगर हम पहले से ही बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा की स्वीकृत सीमा से अधिक उधार ले चुके हैं तो हम एक बड़ी परेशानी में होंगे कि हमारे पास उस समय भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास किसी अन्य स्रोत से भी धन की व्यवस्था नहीं है जिससे कि एक समस्या पैदा हो जाएगी इस स्थिति को फर्म का तकनीकी दिवालिया कहा जाता है फर्म दिवालिया नहीं है लेकिन तकनीकी रूप से दिवालिया है क्योंकि इस समय यदि कोई भुगतान किया जाना है और आपके पास उसके लिए पैसे नहीं हैं तो आप भुगतान कहां से करेंगे इसलिए तकनीकी दिवालियापन से हमेशा बचा जाना चाहिए तकनीकी दिवालियेपन से बचने के लिए हमने जून के महीने के लिए अग्रिम नकद बजट तैयार किया जून के महीने के लिए नकदी बचत तैयार करके हम पहले से जानते हैं कि हमारा शेष जून के अंत में नकारात्मक हो जाएगा इसलिए हमें अग्रिम व्यवस्था करनी होगी इसीलिए शुरुआत इसमें होगी माफ कीजिए उधारी महीने की शुरुआत में होगी इसलिए हम पहले से ही उधार लेने वाले हैं मतलब की जब हम जून के महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं हम शुरू कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे पास संचालन के लिए उपलब्ध शेष 4000 डॉलर है और इसके अलावा हम बैंक से 318000 डॉलर उधार लेंगे ताकि जून के अंत में हमारी शुद्ध शेष राशि मतलब है कि भुगतान संग्रह के बराबर हैं संग्रह भुगतान के बराबर हैं दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि आपका अंदर की ओर प्रवाह बाहरी प्रवाह के बराबर है बाहरी प्रवाह आंतरिक प्रवाह के बराबर है और शुद्ध शेष न तो सकारात्मक है ना ही नकारात्मक है यह शून्य है लेकिन समापन शेष 25000 रुपये होगा जिसे आपको जून की शुरुआत के महीने में सुरक्षित रखना होगा जो कि जून महीने के लिए समापन शेष होगा और आखिरकार वह जुलाई महीने के लिए शुरुआती शेष बन जाएगा लेकिन वास्तविक अर्थों में उस राशि का कोई मूल्य या कोई उपयोग नहीं है क्योंकि आप किसी भी प्रकार के भुगतान करने के लिए उस 25000 डॉलर का उपयोग नहीं कर सकते हैं अब एक सवाल यह उठता है कि कब फर्मों द्वारा 25000 डॉलर का उपयोग किया जाएगा अगर इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए तो यह क्यों रखा जा रहा है कि इस राशि का उपयोग फर्म द्वारा एक स्थिति में किया जाएगा उदाहरण के लिए पिछले महीने के किसी भी अन्य स्रोत से वर्तमान भुगतान के लिए धन जुटाने में सक्षम नहीं हैं हमने जून के महीने में देखा था कि हमने देखा कि 25000 डॉलर को एक सुरक्षित शेष के रूप में रखने से हमारा शेर शेष नकारात्मक हो गया है न्यूनतम शेष वांछित 4000 रुपये उपलब्ध हैं लेकिन जब हमने देखा तो शुद्ध भुगतान 318000 से अतिरिक्त है तो इसका मतलब है कि कुल राशि मतलब कि 4000 उपलब्ध नकदी को समायोजित करने के बाद भी हमारे पास 318000 डॉलर की कमी हैकहां से यह राशि आएगी आम तौर पर हमारे पास बैंक के साथ एक अधिकतम उधार सीमा सेवा या कार्यशील पूंजी खाता होता है ताकि हम उस पैसे को उधार ले सकें यह सुविधा भारत के सभी स्थानों के बैंकों द्वारा दी जाती है यह सुविधा बहुत हद तक छोटी अवधि की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती है इसलिए हम देखेंगे कि हाँ हम अपने खाते में 318000 रुपये जून के महीने में तुरंत उधार ले सकते हैं कि पैसा उपलब्ध है और जब भी भुगतान करना होगा तो हम चेक लिखते रहेंगे और बैंक द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी क्योंकि हमारे पास पहले से ही है बैंक से उधार लिया गया था लेकिन उदाहरण के लिए उस कार्यशील पूंजी खाते से जो भी उधार लेना संभव था जोकि सी सी सीमा खाता नकद ऋण सीमा खाता या कार्यशील पूंजी ऋण खाता है लेकिन उदाहरण के लिए यह सीमा समाप्त हो गई है और अभी भी हमें और भुगतान करना है बैंक ने हमें आगे की उधारी देने से या हमें आगे उधार लेने या आगे अल्पकालिक ऋण देने की अनुमति देने से मना कर दिया तो उस समय यह न्यूनतम शेष राशि का उपयोग 25000 डॉलर फर्म करेगी और या वह फिर से फर्म के लिए नाज़ुक स्थिति होगी यदि हमारा अंतर 318000 डॉलर है 318000 डॉलर अतिरिक्त है जिसे हमें भुगतान करना है और हमारे हाथ में केवल 25000 हैं इसलिए उस समय हमें दूसरे राजस्व की तलाश करनी होगी 25000 डॉलर के उस न्यूनतम नकद शेष का उपयोग करने के बाद भी कुल भुगतान 318000 है फिर भी नकदी की बड़ी कमी है इसलिए हमें इसका मतलब है कि चलाते रहने के लिए आपको नकदी के वैकल्पिक स्रोतों को ढूंढना होगा तो इस तरह की मुश्किल स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए हम जो करते हैं वह है हमेशा तैयार रहना और बजट बनाने से हमें हमेशा मदद मिलती है कि एक विशेष अवधि के अंत में क्या होने वाला है चाहे यह एक सप्ताह एक महीना एक वर्ष हो सकता है या उससे अधिक हो तो यह फर्म हमेशा अपने नकदी के संबंध में एक आरामदायक स्थिति में होती है और जब भी कोई अंदर की तरफ प्रवाह होता है जो उपलब्ध होता है और यदि कोई बाहरी प्रवाह होता है तो उसके लिए हमारे पास नकदी होती है और हम भुगतान करने में हमेशा सहज होते हैं तो अब इस नकदी बजट में अगला हिस्सा जो हम करने जा रहे हैं वह है कि हम इस विवरण के साथ जारी रखेंगे इसका मतलब है कि मैं इस विवरण के साथ नीचे के हिस्से शायद अगले पत्रक पर जारी रखूंगा कि अब हमें यहां दिखाना होगा कि धन निधि कहाँ से आएगी इसलिए अगले भाग में हम ऐसा वित्तपोषण की व्यवस्था करना शुरू करेंगे जहां से इतनी कम पड़ रही है वह धनराशि 318000 आएगी तो हम मतलब कि जून के महीने के लिए इस बजट के साथ जारी रखेंगे यहाँ वित्तीय व्यवस्थाएं दिखाएँगे तो बैंक से उधार जो कि 318000 है लेकिन यहाँ शर्त यह है कि इस स्थिति को देखते हुए आपको बहुत ध्यान रखना होगा स्थिति क्या है वह भी मान लें कि महीने की शुरुआत में उधार लेना प्रभावी है और महीने के अंत में सभी भुगतान किए जाते हैं ब्याज का भुगतान केवल उस समय किया जाता है जब मूल को चुकाना होता है ब्याज दर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगभग 10 डॉलर के आसपास की गणना पर पूरी की जाती है और मूल का पुनर्भुगतान हज़ारों की संख्या में हजारों की संख्या में किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए हजारों की संख्या का क्या मतलब है कि अब हमें अपने संग्रह से जोकि सिर्फ 318500 डॉलर है अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता है क्योंकि यह कई हजार में है लेकिन उदाहरण के लिए हमें 318500 डॉलर का भुगतान करना होगा 3 का अर्थ है 318500 डॉलर इस भुगतान के लिए तो हम 318500 डॉलर उधार नहीं लेंगे लेकिन हमें 319000 उधार लेना होगा और हमें उस 500 डॉलर पर अतिरिक्त ब्याज देना होगा जिसकी हमें वैसे आवश्यकता नहीं है लेकिन यह बैंक की शर्त है कि हम आपको अंशों में उधार लेने की अनुमति नहीं देंगे जिन्हें आपको हमेशा हजारों की संख्या में उधार लेना होगा ताकि बैंक के लिए भी और कंपनी के लिए साथ में खाता रखना बहुत ही आसान हो जाए यदि किसी भी तरह से आप अपनी आवश्यकता से अधिक उधार ले रहे हैं तो आपको बैंक की उन शर्तों से सहमत होना होगा और आपको इस उधार पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा इसलिए लेकिन इस मामले में सौभाग्य से हमारे पास शेष राशि है जिससे हमें बैंक से उधार लेने के लिए 318000 डॉलर की आवश्यकता है और वित्तीय व्यवस्था के तहत उधार लेना होगा इसलिए हम इसे इस विवरण के साथ जारी रखेंगे और जून के महीने के लिए यहां डालकर कि यह वित्तपोषण की व्यवस्था है और अंत में हम देखेंगे कि जून के महीने के लिए समापन नकदी शेष क्या है तो वह संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था और नक़दी के समापन शेष की गणना हम अगली कक्षा में काम करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद